नमस्कारआपका स्वागत है छात्रों हम कैश मैनेजमेंट मॉडल की अवधारणा को लागू किया जिसे C के रूप में जाना गया ना कि EOQ के रूप में तो यह Baumol के मॉडल में C के रूप में इंगित किया गया है हमें पता चला है कि अगर हम अपने पास कैश बैलेंस का ऑप्टिमम स्तर रखते हैं तो निश्चित रूप से लागत नियंत्रण में है और फर्म तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं होने वाली है लेकिन उस मॉडल की सीमा यह थी कि यह सब कुछ निश्चित है कैश इनफ़्लो निश्चित है वार्षिक आवश्यकता निश्चित है इसका मतलब है कि हम पूर्व निर्णय लेने में सक्षम हैं और यह भी निश्चित है लेकिन जैसा कि कैश मैनेजमेंट हैं यह भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था अब इस कक्षा में हम MH Miller और Daniel Orr द्वारा दिए गए एक अन्य मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे उस मॉडल का नाम अनसर्टेनिटी मॉडल के रूप में संबोधित करेंगे तो हम समझते हैं कि कैश फ्लो कभी कभी अनिश्चित होता है यदि अनिश्चितता का एक तत्व है तो उस स्थिति का ध्यान कैसे रखा जाए तो यहाँ वह मॉडल है जिसे हम MHMiller और Daniel Orr द्वारा हमें दिया गया है जिसे अनसर्टेनिटी मॉडल कहते हैं यह मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है यदि आप पिछले मॉडल के साथ इन मान्यताओं की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि सीमाएं या मान्यताओं जो कि Baumol के मॉडल में वास्तविक नहीं थीं यहां मौजूद नहीं हैं तो आइए हम यहां ली गई धारणाओं को देखें और फिर हम इन 2 अकदमीशियनस द्वारा दिए गए मॉडल को समझने की कोशिश करें तो पहली धारणा कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है तो सर्टेंटी मॉडल में भी यही धारणा थी कि आम तौर पर एक फर्म के सभी राशि को कैश में नहीं रखनी चाहिए इसे 2 भागों यानी कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में विभाजित किया जाना चाहिए यह धारणा दोनों मॉडलों में है तो इसका मतलब कोई संदेह नहीं है यह धारणा स्वीकार्य है दूसरी धारणा यह है कि हर लेनदेन की एक निश्चित लागत होती है यह धारणा भी सर्टेंटी मॉडल होती है इन सभी लागतों को आसानी से पहचाना जा सकता है और प्रत्येक एक ट्रांसेक्शन के लिए काम किया जा सकता है इसलिए प्रत्येक ट्रांसेक्शन में जब आप कैश को सिक्योरिटी में परिवर्तित कर रहे हैं या सिक्योरिटी को कैश में इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो पहले 2 धारणाएं दोनों मॉडलों में समान हैं अब हम तीसरे धारणा के बारे में बात करते हैं निष्क्रिय नकद ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट को बढ़ाने वाला है यदि हम कैश से पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं तो लागत लाभ पर भारी पड़ेगा और फर्म को नुकसान का सामना करना पड़ेगा या यदि कोई लाभ होता है तो यह कम हो जाएगा तो पहले 3 धारणाएं दोनों मॉडलों में समान हैं फिर क्या अंतर है पीरिओडिकल इंटरवल पर नकद की कुल मांग स्थिर और ज्ञात है लेकिन Miller और Orr कहते हैं कि यह अज्ञात है समान नहीं है और स्थिर नहीं है यह बदल रहा है और यह इतनी आसानी से ज्ञात नहीं होता है अगली धारणा नकद आवश्यकता में उतार चढ़ाव है सर्टेंटी मॉडल के धारणा को यहां पेश किया है अनसर्टेंटी पर कैश की कुल मांग अज्ञात है और नकद आवश्यकताओं में उतार चढ़ाव होता है अगली धारणा में जब फॉर्म को कैश की आवश्यकता होती है तब वे अपने सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं यह धारणा Baumol के मॉडल में भी थी कि हम नकद को सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को नकद में बदल देते हैं जब यह आवश्यक होता है तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अधिशेष नकद है तो हम सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और जब नकद की कमी होती है तो हम बाजार में सिक्योरिटीज को बेचते हैं और उन्हें नकद में बदल देते हैं तो यह धारणा भी दोनों मॉडलों में समान है लेकिन पिछले मॉडल की तुलना में धारणा संख्या 4 और 5 अलग हैं इस मॉडल में हम मान रहे हैं कि कैश फ्लो अनसर्टेंटी से प्रभावित है और हमें उस अनसर्टेंटी को दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि कितना कैश है कितना कैश चाहिए कितना कैश ज्यादा है कितना कैश कम है इसलिए अगर कोई अधिशेष है तो बाजार में निवेश करने के बारे में सोचें यदि नकद की कमी है तो इसे कुछ स्रोतों से व्यवस्थित करने के बारे में सोचें धारणा संख्या 4 और 5 के कारण यह मॉडल पिछले मॉडल से अलग है और हम अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडल क्या है ठीक है तो Miller और Orr ने अनसर्टेंटीज़ के तत्व को संबोधित करने का यह मॉडल दिया है उन्होंने कंट्रोल थ्योरी में हम 2 लिमिटस जोकि अप्पर लिमिट और लोअर लिमिट निर्धारित करते हैं और बीच में चीजों में उतार चढ़ाव होता रहता है ठीक है जब तक उतार चढ़ाव अप्पर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच होता है तब तक हम कुछ नहीं करते हैं लेकिन जब यह अप्पर लिमिट या लोअर लिमिट तक पहुंच जाता है तो कुछ क्रियाएं होती हैं तो स्टोकेस्टिक मॉडल का उपयोग करके हम नकद संतुलन और नकद आवश्यकताओं में अनसर्टेंटीज़ के धारणा को संबोधित कर रहे हैं तो आइए देखें कि यह मॉडल कैसे काम करता है और इस मॉडल को कैसे विकसित किया गया है मैं मॉडल की संरचना तैयार करुंगा और फिर मैं आपको यह समझाऊंगा कि इस मॉडल का क्या अर्थ है मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने कंट्रोल थ्योरी पर काम किया है ऊपर दिए गए स्लाइड में आप लोअर कंट्रोल लिमिट को छूती है तो यह इस तरह नीचे आ जाएगी और जब यह लोअर लिमिट द्वारा दर्शाया जाता है उपरोक्त नकद के उपयोग की अंतिम संरचना है प्रारंभ में हमारे पास कैश शेष था जो कि रिटर्न पॉइंट पर पहुंच जाए यानी z स्तर फिर से हम कैश प्राप्त करने लगे और कैश ऊपर जाने लगी फिर हमने नकद का उपयोग करना शुरू किया और यह नीचे चला गया फिर से ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आया और अंत में लोअर कंट्रोल लिमिट स्तर पर आ गया इसका मतलब है o स्तर फिर तुरंत हमने कार्रवाई की और बाजार में सिक्योरिटीज़ को बेच दिया फिर हमने कैश लेवल को रिटर्न पॉइंटपर भेज दिया जो कि z लेवल है इसके बाद इसमें उतार चढ़ाव होने लगता है कभी कभी यह ऊपर जा रहा है कभी कभी यह नीचे आ रहा है तो कैश का अधिकतम स्तर h और सबसे कम स्तर o है नकद का स्तर घटकर o हो जाएगा जब नकद शेष अप्परया लोअर लिमिट तक पहुंच जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी यदि यह अप्पर कंट्रोल लिमिट पर पहुंच जाता है तो कैश को z स्तर पर लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी इसका मतलब है कि सिक्योरिटीज की z o राशि बाजार में बेची जाएगी और यह राशि कैश बैलेंस को z स्तर पर लाएगी तो ये 2 कंट्रोल लिमिटस अप्पर कंट्रोल लिमिटहै तो जब नकद का अधिशेष होता है यह h z राशि है इसका मतलब है कि हमें सिक्योरिटीज को खरीदना होगा और बाजार में अधिशेष नकद का निवेश करना होगा जब नकद की कमी होती है अर्थात जब कैश का स्तर o स्तर पर पहुंच जाता है तो हमें तुरंत सिक्योरिटी को बेचना होगा और नकद के स्तर को रिटर्न पॉइंट भी हैं लेकिन जब यह h को छूता है या o को छूता है तो निश्चित रूप से हमें कार्रवाई करनी होगी h के मामले में आप सिक्योरिटी खरीदते हैं और o के मामले में आप सिक्योरिटी बेचते हैं कुछ विशेषज्ञों के अनुसार लोअर कंट्रोल लिमिट पर वापस ला दिया है और हम सुरक्षित हैं तो लोअर कंट्रोल लिमिट से कुछ समय पहले हमें कार्रवाई करनी चाहिए और हमें सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए और नकद को फिर से भरना चाहिए और नकद स्तर को वापस z स्तर पर लाना चाहिए इसलिए कि हम सुरक्षित रह सकें अब हमारे पास पर्याप्त नकद है और हम बाजार में भुगतान आसानी से कर सकते हैं इस मार्जिन नहीं है और सिक्योरिटीज को कैश में बदलने में समय लग रहा है तो निश्चित रूप से फर्म के लिए समस्या हो सकती है शायद कुछ घंटों या एक दिन के लिए लेकिन उस समस्या को आने नहीं दिया जाना चाहिए तो कुशनको छूता है तो निश्चित रूप से हमें कार्रवाई करनी चाहिए और फिर हमें सिक्योरिटीज को खरीदना चाहिए और नकद के स्तर को z बिंदु पर वापस लाना चाहिए अब हमें यह सीखना है कि हम इस मॉडल को कैसे लागू करते हैं या हम इस मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं लेकिन यहां मिलियन डॉलर का सवाल उठता है कि z कैसे ढूंढे h और o के स्तर को कैसे ढूंढे Miller और Orr द्वारा गहन विश्लेषण और शोध के बाद वे z के मूल्य का पता लगाने के लिए एक मॉडल के साथ आए हैं और z के मूल्य का पता लगाया जा सकता है जैसे h का मान क्या है h 3z के बराबर होगा इसलिए z का 3 गुना h का मान होगा इस तरह आप z की राशि का पता लगा सकते हैं जो कि रिटर्न पॉइंट पर पहुँचता है तो भी कार्रवाई की जाएगी अब इस मॉडल में b क्या है b वही है जो पिछले मॉडल में था b सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन या कैश को सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज को कैश में बदलने की फिक्स्ड कॉस्ट है और i क्या है i दैनिक नकद शेष राशि का ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट है मासिक या पाक्षिक या साप्ताहिक आधार पर नहीं यह दैनिक आधार पर है इसके बाद s स्क्वायर क्या है s स्क्वायर मूल रूप से दैनिक कैश बैलेंस में उतार चढ़ाव की डिग्री द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा यदि यह केवल s या सिग्मा है फिर s स्क्वायर नकद प्रवाह में उतार चढ़ाव है और इसे दैनिक प्रवाह के वरिएंस है और z को 3 से गुणा करें तो वह 3z हो जाता है जब आप z की गणना करते हैं तो कभी कभी हमें कुछ कुशन रखने की आवश्यकता होती है जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहां यह कुशन रख रहे हैं तो मॉडल 10000 होगा इसलिए जो भी राशि में आती है उसमें कुशन राशि जोड़ें और वह कुल z बिंदु बन जाएगा अब यहां सावधानी का एक बात यह है कि जब आप h को कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुशन राशि को छोड़कर z मान लेना होगा फिर 3 को z के साथ गुणा करें और फिर इस राशि में 10000 रुपये जोड़े क्योंकि इसका मूल्य ज्ञात करें उदाहरण के लिए जैसा कि हमने कुशन राशि के रूप में 10000 रुपये लिए हैं इसीलिए इसे z के साथ जोड़ा जाता है हम जानते हैं कि h 3z के बराबर है यदि आप कुल 10000 के रूप में z मान लेते हैं और 310000 के रूप में h की गणना करते हैं तो हम एक गलत आंकड़े पर पहुंचेंगे क्योंकि इस मामले में कुशन राशि 30000 रुपये हो जाएगी जो कि गलत है इसका मतलब कुशन लेवल 3 गुना बढ़ रहा है जो कि गलत है तो हम z का मान लेते हैं z के इस मान को 3 से गुणा करते हैं और फिर दी गई कुशन राशि को जोड़ते हैं उदाहरण के लिए h के मान का पता लगाने के लिए यहाँ Rs10000 तो बस यह कहना है कि h 10000 के बराबर है z का 3 गुना जहाँ z कुल z नहीं है कुशन राशि को z के बाहर रखा गया है तो इस मॉडल की मदद से आप आसानी से z के मूल्य का पता लगा सकते हैं और आप h के मूल्य का ज्ञात कर सकते हैं और यदि आपके पास दोनों के मूल्य हैं तो आप आसानी से कंट्रोल लिमिट को ठीक कर सकते हैं जैसा कि हम न्यूनतम नकद जानते हैं इसलिए हम अधिकतम बिंदु और साथ ही रिटर्न पॉइंटका पता लगा सकते हैं इसलिए हम इन 2 सीमाओं का पता लगाने की स्थिति में हैं और फिर हमें पता है कि हमें क्या कार्य करना है अब एक उदाहरण या एक छोटी स्थिति की मदद से इस मॉडल के कार्यान्वयन को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए xyz लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और इसके दैनिक नेट कैश फ्लो के तहत राशि रुपये लाख में है इसलिए अगर हमारे पास 1 2 3456 और 7 जैसे दिन हैं पहले दिन के लिए कैश फ्लो फोरकास्ट यानी कि हम घाटे में जा रहे हैं इसलिए पहले दिन हमारे पास 24 लाख का अधिशेष होने वाला है फिर दूसरे दिन हमारे पास13 लाख का अधिशेष होने वाला है तीसरे दिन हमें 16 लाख का घाटा होने वाला है चौथे दिन हमें फिर से 12 लाख का घाटा होने वाले हैं फिर पांचवें दिन हमें 36 लाख का अधिशेष मिलने वाला है छठे दिन हमारे पास 4 लाख का अधिशेष होने वाला है और फिर सातवें दिन हमें 28 लाख का घाटा होने वाला है ठीक है यह हमें दी गई मूल जानकारी है मान लीजिए कि मिनिमम कैश बैलेंस10 प्रति वर्ष है

यदि यह एक स्थिति उपलब्ध है या यह हमारे पास उपलब्ध जानकारी है तो हमें क्या करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के लिए हमारे पास 24 अधिशेष 13 अधिशेष 16 घाटा 12 घाटा 36 अधिशेष 4 अधिशेष और 28 घाटा के रूप में कैश फ्लो फोरकास्ट है न्यूनतम कैश बैलेंस जिसे हम हर समय बनाए रखना चाहते वह 10000 रुपए है तो यह एक कुशन है इसका मतलब है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अधिशेष नकद का निवेश पर रिटर्न प्रति वर्ष 10 है तो इस जानकारी से हम z बिंदु और h बिंदु का पता लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस विशेष स्थिति को कैसे हल कर सकते हैं तो हमें दैनिक नकद शेष राशि दी जाती है और मॉडल की आवश्यकता 3b s स्क्वायर में बदलना होगा तब हमें b दिया जाता है जो 1600 है तो इस मॉडल में आप क्या पता लगाना चाहते हैं आप 3 चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं वह है b s स्क्वायर और i आप को b और i दिया जाता है आप i को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यह प्रति वर्ष है तो i को 365 से विभाजित करने पर हमें दैनिक ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट है तो हम इन दैनिक कैश बैलेंस या कैश फ्लो के वरिएंस की गणना करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि z बिंदु क्या है यहां दी गई जानकारी से आपको s स्क्वायर की गणना करनी है जो कि कैश फ्लो का वरिएंस है यदि आप कैश फ्लो का वरिएंस की गणना करते हैं तो इन सभी निश्चित चीजों को इस मॉडल में रखें जो आपके पास है अर्थात व्होल क्यूब रुट ऑफ़ 3b को दैनिक कैश फ्लो के वरिएंसi दोनों के गुणा के साथ विभाजित किया जाता है जो कि z का मूल्य होगा इसलिए मैंने इस जानकारी को यहां संग्रहीत किया है और अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि z और h बिंदु की गणना कैसे करें हम यह भी सीखेंगे कि h और z बिंदुओं की व्याख्या कैसे करें और विभिन्न कैश लिमिट्स के कार्यान्वयन को कैसे समझा जाए इसलिए मैं यहां रुकता हूं और इस विशेष प्रश्न के शेष विषय या समाधान पर अगली कक्षा में चर्चा करुंगा कि z और h बिंदु का पता कैसे लगाया जाए बहुत बहुत धन्यवाद